पिछले व्याख्यान में हमने उन मॉडलों को देखा जो उत्पादन और खपत मॉडल हैं जिसका अर्थ है कि अगर हम किसी विशेष वस्तु पर विचार करते हैं तो हम इस आइटम का उत्पादन प्रति वर्ष P की दर से कर सकते हैं जबकि इस आइटम की मांग प्रति वर्ष D है इसलिए स्पष्ट रूप से माँग को पूरा करने के लिए हमारी उत्पादन दर P D से अधिक या D के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए या P की तुलना में D अधिक से अधिक होता है इसलिए जब P D से अधिक होता है तो हम इस मद का उत्पादन करते हैं और जबकि हम उत्पादन करते हैं और हम उपभोग भी करते हैं उत्पादन दर उपभोग की दर से अधिक है यहाँ P माइनस D की दर से इन्वेंट्री बिल्डअप दर है और हम एक विशेष समय t1 तक उत्पादन करते हैं और फिर हम उत्पादन और उपभोग को रोकते हैं इन्वेंट्री से जो बनाया गया है इसलिए हम t 1 के बाद यहां उत्पादन बंद कर देते हैं यह समय है यह इन्वेंट्री है लेकिन यह ग्राफ आइटम के लिए है न कि उस सुविधा के लिए जो आइटम का उत्पादन कर रही है इसलिए जहां तक आइटम माना जाता है कि इन्वेंट्री P माइनस D की दर से बनाई गई है अवधि t1 के लिए उत्पादन बंद हो जाता है और फिर इस इन्वेंट्री की D की दर से खपत किया जाता है जब तक इन्वेंट्री की स्थिति नहीं पहुंच जाती है तब तक चक्र फिर से शुरू हो जाता है फिर चक्र फिर से शुरू होता है तो एक बार फिर यहाँ से इसे फिर से पीरियड t 1 के लिए उत्पादित किया जाता है और फिर से t 2 और इसी तरह पीरियड के लिए खपत किया जाता है इसलिए हम एक आर्थिक बैच मात्रा के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं जिसे E O Q के समान E B Q कहा जाता था हमने यह भी कहा कि यह एक सेट अप लागत है जो हर बार जब हम उत्पादन शुरू करते हैं तो शामिल होती है क्योंकि अगर हम उत्पादन करने वाली सुविधा के लिए एक समान आंकड़ा बनाते हैं तो सुविधा इस आइटम को अवधि t1 तक बनाने में व्यस्त है और फिर सुविधा फिर से इस आइटम को बनाना शुरू कर देती है एक बार फिर इस बिंदु पर और एक अवधि t 1 के लिए व्यस्त है तो कुछ अर्थों में सुविधा इस अवधि t 2 के लिए इस मद के संबंध में व्यस्त नहीं है और अगर हम यह मानते हैं कि इस मद में वापस आने के दौरान सुविधा का उपयोग किसी अन्य वस्तु का उत्पादन करने के लिए किया जाएगा इस समय हमें बदलाव लाने की जरूरत है और इसलिए लागत में एक बदलाव या एक सेट अप लागत है जिसे C द्वारा निरूपित किया गया था जो पहले के अंकन के अनुरूप नहीं था इसलिए हमने आर्थिक बैच मात्रा के लिए भाव निकाले अब हम देखेंगे कि आर्थिक बैच की मात्रा क्या होती है अगर हम वापस ऑर्डर करने की अनुमति देते हैं पिछले संस्करण में या पहले के मॉडल में हमने बैकऑर्डरिंग की अनुमति नहीं दी थी इसलिए जैसे ही स्टॉक 0 पर पहुंचता है हमने उत्पादन करना शुरू कर दिया है इसलिए कोई बैक ऑर्डर नहीं है अब यदि हम एक ही आइटम के लिए बैकऑर्डरिंग की अनुमति देते हैं तो यह समय है यह इन्वेंट्री है मान लेते हैं कि इन्वेंट्री 0 पर है इसलिए हम उत्पादन करते हैं साथ ही उपभोग करते हैं इसलिए इन्वेंट्री P माइनस D की दर से बढ़ रही है अब हम इस बिंदु पर उत्पादन बंद कर देते हैं और उपभोग करना शुरू कर देते हैं हम कहते हैं कि हम पहले वाले मॉडल के विपरीत 0 पर आते हैं हम इस मामले में एक निश्चित बैकऑर्डर की अनुमति देते हैं इसलिए हम तुरंत उत्पादन नहीं करते हैं हम एक निश्चित बैकऑर्डर की अनुमति देते हैं और फिर इस बिंदु पर उत्पादन करना शुरू करते हैं इसलिए उत्पादन इस बिंदु पर एक बार फिर से शुरू होता है यह इस के समानांतर है और फिर एक बार हम उपभोग करते हैं इसलिए यह इस और इसी तरह समानांतर होगा तो अब हम इसके लिए कुछ संकेतन को परिभाषित करते हैं तो चलिए इसे t 2 कहते हैं क्योंकि यह वह अवधि है जहां इसका उत्पादन और उपभोग होता है और एक सकारात्मक सूची निर्माण होता है उत्पादन यहाँ रुक जाता है इसलिए वहाँ अवधि t 3 है जहाँ उपलब्ध इन्वेंट्री का उपभोग किया जाता है तो इस बिंदु पर इन्वेंट्री 0 हो जाता है फिर एक बैकऑर्डर है जो अभी बनाया गया है यह एक अवधि के लिए होता है t 4 जहां कोई उत्पादन नहीं है खपत है लेकिन इसलिए उपभोग करने के लिए कोई स्टॉक नहीं है बैकऑर्डर है और फिर एक बार यहाँ एक बैकऑर्डर बन जाने के बाद हम यहाँ उत्पादन करना शुरू करते हैं जिसका अर्थ है कि एक बैक ऑर्डर है हम पहले एक अवधि t1 के लिए उत्पादन करते हैं और t 1 के लिए उपभोग करते हैं और साथ ही बैकऑर्डर को पूरा करने के लिए और इस बिंदु पर स्टॉक 0 हो जाता है उसके बाद एक सकारात्मक इन्वेंट्री बिल्डअप होता है जो आगे बढ़ता है तो चक्र अनिवार्य रूप से यहां से इस बिंदु तक है जिसे हम T कह सकते हैं जो कि चक्र है तो चक्र में 4 समय अवधि t 1 t 2 t 3 और t 4 शामिल हैं जहां पीरियड्स टt 1 प्लस t 2 के दौरान उत्पादन होता है और पीरियड्स t 3 और t 4 के लिए खपत होती है इसलिए यह प्रोडक्शन कंजम्पशन मॉडल बैक ऑर्डरिंग के साथ होता है आइए हम इसमें कुछ और संकेतन भी जोड़ते हैं इन्वेंट्री का निर्माण P माइनस D की दर से किया जाता है यहाँ D की दर से खपत की जाती है यहाँ D की दर से खपत होती रहती है और एक बार फिर से इसका निर्माण अन्य मामले में P माइनस D की दर किया जाता है हम इस प्रणाली में हमारे पास मौजूद अधिकतम इंवेंट्री के रूप में भी परिभाषित करेंगे और हम एस को परिभाषित करेंगे जो कि इस व्यवस्था में निर्मित बैक ऑर्डर के रूप में ऊंचाई है अब हम कोशिश करते हैं और इसके लिए आवश्यक कुल लागत समीकरण लिखते हैं तीन लागत हैं सेट अप की लागत है इन्वेंट्री की लागत है और कमी की लागत है इसलिए यदि हम इस चक्र T में उत्पादन करते हैं यदि हम एक मात्रा Q का उत्पादन करते हैं तो Q को वह मात्रा बताइए जो उत्पादन की जानी है तो कुल लागत 3 शब्दों से बना है जो एक सेट अप लागत है इन्वेंट्री होल्डिंग लागत साथ ही साथ बैकऑर्डर लागत अब चक्र का समय T है और हर बार जब हम उत्पादन करते हैं तो हम एक मात्रा Q का उत्पादन करते हैं इसलिए हम जितनी बार सेट करते हैं वह Q द्वारा D होगा एक वर्ष में यह आइटम जितनी बार सेट किया जाता है वह D द्वारा Q होता है D वार्षिक मांग है C नॉट हमारी परिभाषा के अनुसार सेटअप लागत है D द्वारा Q C नॉट हमारी कुल वार्षिक स्थापना लागत हैफिर हमें इन्वेंट्री होल्डिंग लागत और साथ ही बैकऑर्डर लागत को मॉडल करना होगा संदर्भ स्लाइड समय को देखें 0009 इसलिए हमने कहा कि एक चक्र में आयोजित होने वाली कुल इन्वेंट्री इस वक्र के नीचे का क्षेत्र है जो कि ऊंचाई में आधा आधार है इसलिए IM में t 2 प्लस t 3 है जो कि कुल इन्वेंट्री है इसलिए कुल इन्वेंट्री को IM में t 2 से अधिक t 3 में विभाजित किया गया है लेकिन हर चक्र में चक्र की लंबाई T है इसलिए इस सूची को एक अवधि के लिए रखा गया है t 2 plus t 3 0 इन्वेंट्री की अवधि t 1 plus t 4 के लिए रखी गई है इसलिए औसत इन्वेंट्री IM में t 2 plus t 3 plus 0 में विभाजित हो जाएगी T द्वारा इसे विभाजित किया जाता है हम एक अन्य T से विभाजित होते हैं औसत इन्वेंट्री कुल इन्वेंट्री समय द्वारा होती है इसलिए आधी सूची को IM में t 2 प्लस t 3 में रखा गया है जो कुल इन्वेंट्री है उस समयावधि t 2 प्लस t 3 के लिए आयोजित किया जाता है उस t 3 प्लस t4 के लिए 0 इन्वेंट्री आयोजित की जाती है इसलिए कुल इन्वेंट्री IM में t 2 प्लस t 3 में आधी है कुल समय है t 1 plus t 2 plus t 3 plus t 4 जो T है तो औसत इन्वेंट्री इतनी है तो Cc में औसत इन्वेंट्री जो कि धारण की लागत है यह औसत है तो यह इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है इसके अलावा हमारे पास बैक ऑर्डर कॉस्ट है रिफर स्लाइड टाइम 0009 तो कुल मात्रा का बैकऑर्डर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो कि t 1 से अधिक t 4 में s है अब यदि हम इस चक्र को देखते हैं तो यह कुल बैक ऑर्डर मात्रा है जो कि अवधि t1 प्लस t4 के लिए आयोजित की जाती है बैक ऑर्डर 0 की अवधि के लिए t 2 प्लस t 3 है इसलिए कुल औसत बैक औसत बैकऑर्डर है t s में t 1 को t 4 में विभाजित किया गया जिसे t 1 plus t 2 plus t 3 plus t 4 से विभाजित किया गया जो T द्वारा विभाजित है तो यह कुल है यह औसत बैकऑर्डर है जो एक चक्र में या किसी भी समय पर आयोजित किया जाता है ताकि Cs द्वारा गुणा किया जाए जो बैकऑर्डर लागत है हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बैकऑर्डर लागत Cs और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट Cc की प्रति वर्ष प्रति यूनिट रुपये की समान इकाई है तो Cs भी रुपये प्रति यूनिट प्रति वर्ष बैकऑर्डर किया गया है यह किसी भी समय औसत बैकऑर्डर मात्रा है तो यह वह फ़ंक्शन है जिसे हमें ऑप्टिमाइज़ करना होगा लेकिन तब इस फ़ंक्शन में कई अज्ञात हैं इसलिए Q एक अज्ञात है IM एक अज्ञात है t 1 t 2 t 3 t 4 और t सभी अज्ञात हैं s एक अज्ञात भी है हमें क्या ज्ञात है की D Cनॉट CcIM भी एक अज्ञात है Cc और Cs ज्ञात मात्रा हैं अब इस आरेख से हमें यह भी पता चलता है कि इनमें से कई अज्ञात एक दूसरे से संबंधित हैं इसलिए हम इन अज्ञात से संबंधित समीकरणों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और दो अज्ञात शब्दों के संदर्भ में अभिव्यक्ति को कम करने की कोशिश करते हैं जो कि Q और s हैं जैसा कि हमने पहले के मॉडल में किया था और फिर Q और s के संबंध में कोशिश करें और आंशिक रूप से अंतर करें तो पहले हमें अन्य ज्ञात और अज्ञात मात्राओं के संदर्भ में उनमें से बहुत कुछ लिखना होगा तो इस विशेष रिफर स्लाइड टाइम 0009 से अब आंकड़ा पहली बात यह है कि हम कुछ समीकरण लिख सकते हैं अब हमारे पास यह मात्रा है जो IM है जो अधिकतम इन्वेंट्री है IM T 2 में P माइनस D होगा क्योंकि इन्वेंट्री P माइनस D की दर से t 2 तक बढ़ जाती है और समान IM T 3 में D के बराबर हो जाता है क्योंकि इसका उपभोग में होता है इस दर की दर T में 3 अब जो कि है मात्रा जो हमारे यहाँ है अब यहाँ से यह मात्रा है इसलिए s की मात्रा वापस आ गई है T में P माइनस D 1 है इसलिए s T 1 में P माइनस D के बराबर है जो T 4 में D के बराबर भी है क्योंकि यह मांग के लिए खपत है D की दर पर t 4 की अवधि है जो कि बैकऑर्डर है इसलिए s t 4 में D के बराबर है हमारे पास Q भी है जो कि उत्पन्न होने वाली मात्रा है अब जब भी हम उत्पादन करते हैं हम एक के लिए उत्पादन करते हैं पीरियड t 1 प्लस t 2 इसलिए Q P में t1 प्लस t2 के बराबर है और एक में उदाहरण के लिए चक्र चक्र शुरू होता है यह एक चक्र है और यहां एक और चक्र होगा इसलिए जब भी चक्र वास्तव में शुरू होता है तो इन्वेंट्री 0 होता है इसलिए चक्र में उत्पन्न होने वाली चीज को चक्र में खपत किया जाता है इसलिए Q भी D से T के बराबर है Q भी T में D के बराबर है और हम भी इसी तरह के त्रिकोण से हैं यह IM है इसलिए IM by s t 4 से t 3 के बराबर है तो IM by s यह t 1 है यह t2 है तो एक बार फिर से इसी तरह के त्रिभुजों में से IM by s भी t 2 से t 1 के बराबर है अब इससे कुछ सरल समीकरण लिखते हैं इसके अलावा हम इसे लिख सकते हैं अब ये सभी रिश्ते हैं तो इससे हम लिख सकते हैं कि IM प्लस s P माइनस D के बराबर t 1 प्लस t 2 में है P में Minus D को t 1 plus t 2 के साथ जोड़ सकते हैं अब t 1 plus t 2 P द्वारा Q के बराबर है P द्वारा Q में P ऋणात्मक D के बराबर है क्योंकि यहाँ से t 1 plus t 2 P से Q के बराबर है इसलिए IM plus s P द्वारा Q के 1 minus D के बराबर है अब यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है जिसका उपयोग हम IM s और Q से संबंधित करेंगे क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण संबंध है अब हमारे पास T 2 में P माइनस D भी है जो T 3 में D के बराबर है इसलिए P माइनस D को t 2 में और P माइनस D को t 1 में इसलिए P माइनस D में t 1 प्लस t2 D में t3 प्लस t4 के बराबर है अब हम इस D को t 1 में दूसरी तरफ t 2 में ले जाते हैं इसलिए पी में t1 प्लस t 2 D के बराबर है t1 प्लस t2 प्लस t 3 प्लस t 4 तो हम यह भी जानते हैं कि यह पूंजी t 1 प्लस t 2 प्लस t 3 प्लस t 4 है इसलिए यह DT के बराबर है इससे हम एक और चीज़ भी लिख सकते हैं अगर a by b c by d के बराबर है जो c plus d द्वारा a plus b के बराबर है तो यह एक बात है हम यहाँ एक और काम भी कर सकते हैं जो IM plus 1 एक को सब कुछ जोड़ देता है तो IM plus s by s बराबर है t 3 plus t 4 by t 4 जो बराबर है t 1 plus t 2 by t1 हम वास्तव में एक और बात लिख सकते हैं हमें यहां करने दो तो यह t 2 प्लस t 3 के बराबर है by t 1 प्लस t 4 बराबर है IM प्लस s के हम यहाँ से एक और बात लिख सकते हैं तो IM P 2 से P के बराबर है जो T 3 में D के बराबर है अतः यह P t 2 है इस P से t 2 में D t 2 प्लस t 3 के बराबर है इसलिए T से T 2 में P T से 2 D के बराबर T 3 में विभाजित है इसलिए हमारे पास है t 2 प्लस t 3 के लिए एक अभिव्यक्ति t द्वारा विभाजित यहां हमें t 1 प्लस t4 के लिए एक अभिव्यक्ति की भी आवश्यकता है जो t 1 से विभाजित है जो P माइनस D से t 1 में आता है t 4 में बराबर D है जिसमें से p t 1 से T के बराबर D में t 1 प्लस t 4 में T तो हमारे पास वह है अब इसमें से आप t 2 plus t 3 में T लिख सकते हैं D T द्वारा P t 2 के बराबर है यहाँ से हम एक और रिश्ता रख सकते हैं t2 प्लस t 3 बाय t Pt 2 बाय T यहाँ से हम जानते हैं कि t 2 बराबर है IM बाय P माइनस D द्वारा तो यह P में होगा संदर्भ स्लाइड समय 0732 t2 P माइनस D द्वारा IM है इसलिए P IM बाय Q Xमें P माइनस D इसी तरह t 1 t 4 से T Pt 1 के बराबर होगा जो DT से P t 1 होगा जो P IM है अब यहाँ से t 1 P माइनस D द्वारा s के बराबर है इसलिए यहाँ से P P 1 Xमें Pt1 बाय Q तो इससे t 1 s है बाय P माइनस D तो P s बाय Q P माइनस D तो अब हम इन सभी भावों को प्राप्त कर चुके हैं जो इन सभी से संबंधित हैं इसलिए अब हमें जरूरत है कि हम उन्हें स्थानापन्न करें ताकि जब हम स्थानापन्न करें तो आपको T C मिलें Q C naught द्वारा D के बराबर जो यहां से आता है तब हम आधे से IM t 2 t 3 से T Cc तो ½ IM t 2 plus t 3 by t Cc तो IM Cc t2 plus t 3 T है जो P IM Q P D P इस P को P द्वारा एक विभाजक के रूप में वापस लाया जाता है इसलिए आपको मिलता है 1 D P ½ संदर्भ स्लाइड समय 0732 अब तीसरा शब्द ½ s t1 t4 T हम यहाँ से लिखते हैं तोहमारे पास s 2 Cs ½ s Cs s 2 Cs t1 t4 T जो कि P s Q P D है इसलिए इसे एक बार फिर से लिखा जाता है s Q 1 D P अब हमने यह लिखा है कि सरलीकरण पर हमें D Q C naught Cc 2 IM वर्ग से Q में 1 D P ½ Cs s वर्ग Q 1 d P अब ये तीनों भी संबंधित हैं और हमारे बीच संबंध हैं जो कि IM plus s है P के द्वारा Q में 1 minus D के बराबर है अब हम वापस जाते हैं और IM के लिए विकल्प के रूप में Q करते हैं P माइनस s द्वारा 1 माइनस D में तो यह P के द्वारा Q C naught plus C c द्वारा 2 से 1 minus D में हो जाएगा अब IM वर्ग 1 मिनट D से P में घटाकर पूरा वर्ग बन जाएगा तो यह P शून्य से पूरे वर्ग में 1 शून्य से D Q से आधा है Q से आधे से C वर्ग में आधा है P से 1 मिनट में Q है अब यह केवल दो चर के संदर्भ में लिखा जाता है जो Q हैं और एस अब हमारे पास यह अभिव्यक्ति है हम इस अभिव्यक्ति को पहले s के संबंध में आंशिक रूप से भिन्न कर सकते हैं और फिर s के लिए एक समीकरण या मान प्राप्त कर सकते हैं और फिर हम इसे Q के संबंध में आंशिक रूप से अलग करते हैं और फिर एस के लिए मूल्य का विकल्प देते हैं और अंतिम पाने की कोशिश करते हैं तब हमारे पास एक लंबी व्युत्पत्ति होती है जिसे तब किया जा सकता है जब हम इसे आंशिक रूप से s के संबंध में भिन्न करते हैं और इसे 0 पर सेट करते हैं dou t C by dou s 0 के बराबर होता है हमें दें ये वे शब्द हैं जहां हमने s किया होगा अंत में हमारे पास एक अभिव्यक्ति s होगी जो कि बराबर है Q Cc 1 DP Q Cc 1 DP डिवाइडेड बाय Cc Cs और फिर हमें Q और Q के संबंध में इसे आंशिक रूप से अलग करना होगा और वास्तव Q तीनों शब्दों में आता है और फिर हमें s के लिए विकल्प बनाना होगा और s हल करना होगा हम अंत में प्राप्त करेंगे Q बराबर है रूट ओवर 2 DC नॉट Cc Cs Cc Cs 1 DP इसलिए यह Q के साथ साथ s के लिए अंतिम अभिव्यक्ति होगी यह है हमें देगा s Q Cc 1 D P Cc Cs अब एक बार जब हम s और Q के सभी मूल्यों को जान लेते हैं तो हम s और Q की गणना कर सकते हैं क्योंकि अन्य सभी चीजें ज्ञात हैं और एक बार s और Q ज्ञात हैं कि हम वापस जा सकते हैं और t 1 t 2 t 3 t 4 की गणना कर सकते हैं और कुल लागत और इतने पर तो यह है कि यह सूत्र कैसे काम करता है तो आइए एक संख्यात्मक उदाहरण लेते हैं और दिखाते हैं कि इसका क्या प्रभाव है एक छोटा सा उदाहरण लीजिए इसलिए यदि हम उसी उदाहरण पर विचार करते हैं जिसका उपयोग हमने पहले वाले मॉडल के लिए किया था पहले वाला मॉडल में वापस ऑर्डर देना शामिल नहीं है इस मॉडल में बैकऑर्डरिंग शामिल है इसलिए हम एक ही संख्यात्मक चित्रण लेते हैं और फिर हम C s के लिए एक मान देते हैं और पता करते हैं कि कुल लागत के साथ साथ क्या होता है आर्थिक बैच मात्रा इसलिए हम वापस जाते हैं और उसी समस्या को हल करते हैं जैसे कि हम मानते हैं कि D 10000 D के बराबर है C naught 300 के बराबर है C c 4 के बराबर और P 20000 के बराबर है अब इसके अलावा हम Cs के बारे में विचार करते हैं जो इस मामले में कमी लागत है इसलिए Cs 25 रुपये के बराबर है 25 रुपये के बराबर इसलिए एक बार जब हम इस पर विचार करते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं हमें Q का पता लगाने की आवश्यकता है तो Q बराबर है रूट ओवर 2 10000 300 29 जो Cc से Cs 4 25 प्लस 4 है ध्यान दें कि दोनों में प्रति वर्ष 25 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 4 रुपये प्रति यूनिट की दर है C c प्लस Cs डिवाइडेड बाय Cc Cs जो कि 100 है 25 4 1 D जो कि 1 ½ 1 10000 20000 जो 1 ½ है इसलिए सरलीकरण पर यह हमें 186548 का मान देगा क्या हम इसके लिए प्राप्त करते हैं और फिर हमारे पास s है जिस क्षण हमें Q पता लगता है उस क्षण कि हम s प्राप्त कर सकते हैं s बराबर है QCc 1 D P डिवाइडेड बाय Cc Cs तो यह 186548 Q Cc 4 Q Cc Cc Csc 29 1बाय 21 D P है ½ ½ इसलिए 1 बाय 2 जो हमें देता है एक्स इक्वल टू 12865 के बराबर है अब हम IM IM की गणना कर सकते हैं जो कि अधिकतम इन्वेंट्री है IM plus s बराबर है Q 1 D P इसलिए q 1 DP है 9327 9327 माइनस 128 हमें कुछ ऐसा देगा 80409 अब जब हम Qs और IM को जान लेते हैं तो हम यहाँ कुल विकल्प प्राप्त कर सकते हैं कुल लागत प्राप्त करने के लिए या हम यहाँ या यहाँ स्थानापन्न कर सकते हैं वे एक हैं और एक ही हैं इसलिए यहां या इसके लिए कुल लागत और इसके लिए कुल लागत प्राप्त करना आसान है प्रतिस्थापन पर आने के लिए कुल लागत 3216338 आएगी अब बैक ऑर्डर की प्रभावशीलता को देखने के लिए केवल एक चीज जो हम तुरंत कर सकते हैं वह यह है कि बैकऑर्डर की अनुमति नहीं देने पर क्या होता है इस मॉडल ने बैकऑर्डरिंग की अनुमति दी इस मॉडल ने बैकऑर्डरिंग की अनुमति नहीं दी तो हम वापस जा सकते हैं और संख्यात्मक चित्रण के संख्यात्मक परिणाम के साथ तुलना कर सकते हैं अगर हमारे पास वापस आदेश नहीं था या Cs अनंत के बराबर है तो जब Cs अनंत के बराबर है तो यह मॉडल स्वचालित रूप से यह मॉडल बन जाएगा हमने वैसे भी 3rd मॉडल के लिए या अन्य मॉडल के लिए एक ही संख्यात्मक चित्रण हल किया है इसलिए जब हम ऐसा करते हैं तो हमें Q 173205 के बराबर होता है मैं यहां केवल मूल्य लिख रहा हूं अब यह आर्थिक बैच मात्रा है जब हमने बैकऑर्डरिंग की अनुमति नहीं दी थी या जब Cs अनंत के बराबर है अब उस स्थिति में अधिकतम इन्वेंट्री 86603 थी IM 86603 था उस मामले में और उस मामले में कुल लागत 346610 थी अब तुलना करने से हमें क्या हासिल होता है पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है की जब हमारे पास Cs है या जब हम बैकऑर्डरिंग की अनुमति दे सकते हैं तो कुल लागत 3216 vs 3464 जब Cs अनंत था वही परिणाम जब हम समय में वापस जाते हैं तो पहले दो इन्वेंट्री मॉडल की तुलना करने के लिए जो आइटम हम खरीदते हैं हमने दिखाया कि यदि हम बैकऑर्डरिंग की अनुमति देते हैं तो यह वास्तव में प्रति वर्ष बिना ऑर्डर के मामले की तुलना में सस्ता काम करता है बिना आदेश के मामले को देखा जा सकता है या माना जा सकता है कि Cs अनंत के बराबर है इसलिए लागत कम हो जाती है अब प्रति चक्र की कुल उत्पादन मात्रा का क्या होता है जब हम उत्पादन करने वाली मात्रा को 186548 पर वापस करने की अनुमति देते हैं तो उसी वार्षिक मांग T के लिए जो चक्र छोटा है क्योंकि यह मात्रा अधिक है हम यह भी दिखा सकते हैं कि हमने इसे स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया है हम दिखा सकते हैं कि इस मॉडल में वास्तव में लागत इस और के बीच एक व्यापार है वास्तव में यह लागत उदाहरण के लिए उन दो लागतों के बराबर होगी हम आसानी से दिखा सकते हैं कि अब जब Q 186548 के बराबर है तो हम एक वर्ष में जितनी बार हम ऑर्डर करते हैं वह D Q है जो 10000 डिवाइडेड बाय 186548 जो कि 536 300 है 1608 तो यह घटक 1608 है कुल 3216 है तो जाहिर है कि यह इसके बराबर है तो यहाँ क्या होता है प्रति चक्र उत्पादन मात्रा अधिक और थोड़ी कम होती है चक्र की लंबाई या अवधि थोड़ा नीचे आती है दूसरी बात यह है कि उत्पादन की मात्रा 186548 से थोड़ी अधिक होने के बावजूद एक बैकऑर्डर है यह भी अंततः साफ हो गया और फिर यहां की औसत इन्वेंट्री वास्तव में पहले के मामले में 866 के मुकाबले 804 तक नीचे आ गई औसत IM अधिकतम इन्वेंट्री जो सिस्टम में है बैकऑर्डर की वजह से नीचे आती है और कुल लागत कम आती है क्योंकि यह IM अनिवार्य रूप से थोड़े समय के लिए आयोजित किया जाता है जबकि 86603 आयोजित किया जा रहा है तो इन्वेंट्री लागत नीचे आती है बैकऑर्डर की लागत बढ़ती जाती है लेकिन अंततः ऑर्डर कॉस्ट बैलेंस इन दो लागतों और कुल लागत में कमी आती है इसलिए जब हमारे पास उत्पादन खपत मॉडल होता है यदि हम बैकऑर्डरिंग की अनुमति दे सकते हैं तो हम बैकऑर्डरिंग की अनुमति देते हैं परिणाम हमारे पास Cs के मूल्य पर बहुत अधिक निर्भर है इसलिए केवल अगर हम Cs को सही तरीके से जानते हैं या यदि अतिरिक्त इन्वेंटरी और इतने पर सिस्टम में पर्याप्त सुरक्षा है तो कोई इस मॉडल को लागू करने के संदर्भ में सोच सकता है लेकिन अगर हम Cs के बारे में निश्चित नहीं हैं और यदि कुछ अतिरिक्त मदद के अतिरिक्त प्रश्न नहीं हैं तो Cs को अनंत मान लेना बेहतर है और फिर पहले वाले मॉडल का उपयोग करें और कोशिश न करें और लागत पर आगे का अनुकूलन करें बैकऑर्डरिंग और एक निश्चित Cs मानकर इस मॉडल की ताकत निहित है या इस मॉडल की प्रयोज्य सटीक गणना या Cs के सटीक अनुमान में निहित है तो अगर Cs का सही अनुमान लगाया जा सकता है और यह हमें चोट नहीं पहुंचाने वाला है अगर हम बैकऑर्डरिंग की अनुमति देते हैं तो इस मॉडल का उपयोग किया जा सकता है अन्यथा इस मॉडल का उपयोग करना होगा अब हमें पुराने मॉडल पर वापस आते हैं जहां हम बैकऑर्डरिंग की अनुमति नहीं देते हैं जो यह मॉडल है और अब कुछ और काम करते हैं हमें लगता है कि हम एक के लिए यह है विशेष रूप से आइटम अब जब हमने इस मॉडल पर काम किया तो हमने यह भी कहा कि किसी विशेष वस्तु के लिए उत्पादन यहाँ से शुरू होता है समय अवधि t1 पर रुक जाता है जो कि एक इन्वेंट्री बिल्डअप है फिर उस वस्तु का उत्पादन रुक जाता है खपत इन्वेंट्री से होती है जिसे बनाया गया है अब अगर हम सुविधाओं के दृष्टिकोण से एक ही ग्राफ को देखना शुरू करते हैं तो यह इस तरह दिखेगा अब शून्य से t1 तक मैं इस आइटम का उत्पादन कर रहा हूं अभी मैं कुछ नहीं करता हूं फिर एक बार यहां से मैं इस आइटम का उत्पादन करता हूं अब इस अवधि के लिए t 2 जहां हम निर्मित इन्वेंट्री से उपभोग करते हैं पहले मैंने वहां उल्लेख किया था कि यह काफी संभावना है कि इसे निष्क्रिय नहीं रखा जाएगा और यह कुछ अन्य आइटम का उत्पादन करेगा तो मान लेते हैं कि यह 2nd आइटम बनाता है और फिर हमें यह मानकर चलता है कि 2nd आइटम वास्तव में यहां से शुरू होता है और 2nd आइटम चक्र यह है इसलिए इसका अर्थ यह भी है कि अगले चक्र का 2nd आइटम ऐसा होगा अब यदि आप दो वस्तुओं पर विचार करते हैं तो पीला दूसरा आइटम है और सफेद 1st आइटम है अब एक बार फिर से 2nd आइटम का निर्माण एक निश्चित समय अवधि तक किया जाता है और फिर इस अवधि से इस अवधि तक हमारे उपकरण निष्क्रिय हो सकते हैं तो हम क्या करते हैं हम 3rd आइटम का उत्पादन करते हैं जो हमें कहते हैं कि हमारे पास यहां है तो तीसरा आइटम यहां से आता है और कहते हैं कि 3rd आइटम का उत्पादन इस तक किया जाता है इसलिए 3rd आइटम का उत्पादन किया जाता है तो एक बार फिर से चक्र अब यहाँ आता है इस अवधि के लिए हो सकता है सुविधा निष्क्रिय है और फिर अगले चक्र शुरू होता है इसलिए यदि हम इस सुविधा और तीन वस्तुओं को देखते हैं तो यह है कि सुविधा का उपयोग कैसा दिखेगा अब हमने यह भी कहा कि जब हम इस उत्पाद को निर्धारित करते हैं यह आइटम फिर से सेट अप लागत होने जा रहा है इससे बदलने के लिए लागत जब हम पीले रंग का दूसरा चक्र बनाते हैं जो कि दूसरा आइटम है तो सफेद से पीले रंग में बदलाव का खर्च आएगा लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि बदलाव के अलावा लागत में भी बदलाव का समय है इसलिए अब हमें यह मान लेना है कि यह अंतर अब चक्र के प्रभावी होने के लिए होना चाहिए यह अंतराल तीन बदलावों के लिए पर्याप्त होना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं हमें सफ़ेद से पीले पीले से नीले और फिर नीले से सफ़ेद रंग में बदलाव करना होगा जिसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम कुछ ऐसा करने में सक्षम हैं तो इस बदलाव का समय पीला और फिर पीला है चक्र होता है अब यह नीले रंग का परिवर्तन समय है फिर नीला चक्र होता है और फिर यह सफेद के लिए एक बार फिर से बदलाव का समय है और सफेद सेटअप होता है अब यदि हम इस समस्या को देखना शुरू कर रहे हैं तो उस सुविधा के दृष्टिकोण से जो मैं निश्चित संख्या में उत्पादों को बना रहा हूं तो मैं प्रत्येक उत्पाद के लिए चक्र समय का उत्पादन करने में सक्षम होना चाहिए यह वांछनीय है कि चक्र समय समान है ताकि यह चक्र समय इस चक्र के समय के समान हो जाए हमें इस बात को फिर से स्पष्ट रूप से आकर्षित करना होगा तो एक छोटा सा समय है जो वहाँ है और फिर पीला है और फिर यहाँ कुछ समय है और फिर नीला और फिर यहाँ कुछ और समय है और फिर सफेद है अब हम इस चक्र का समय एक ही होना चाहते हैं यह चक्र समय एक समान है तो T को सभी उत्पादों के लिए समान होना चाहिए ताकि हमें उस T को ढूंढने की आवश्यकता हो और फिर अलग अलग समय हो जिसे आप कॉल कर सकते हैं यह t 1 है जैसा कि कुछ t 2 यह कुछ t 3 है जल्द ही जब आप इनमें से प्रत्येक आइटम का उत्पादन करते हैं तो मुझे इन्वेंट्री बनाने में सक्षम होना चाहिए और फिर मुझे उपभोग करने में सक्षम होना चाहिए और इसी तरह अब क्या हम पता लगा सकते हैं कि इस तरह की T अगली समस्या है अगर हमें कई आइटम दिए जाते हैं अब इस समस्या को आर्थिक लॉट शेड्यूलिंग समस्या कहा जाता है और फिर हम इस आर्थिक लॉट शेड्यूलिंग समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे और इसे हल करने का प्रयास करेंगे अब अगर वहाँ n आइटम है कि हम का उत्पादन किया है वहाँ n आइटम है कि हम उत्पादन करने के लिए है इस उदाहरण में हम तीन आइटम सफेद पीले साथ ही नीले दिखाते हैं प्रत्येक आइटम के लिए एक सेट अप लागत है एक इन्वेंट्री होल्डिंग लागत सही है इसलिए उदाहरण के लिए प्रत्येक आइटम इस तरह का एक आंकड़ा दिखाएगा लेकिन उपकरण इस तरह के आंकड़े दिखाएगा अब यदि हम किसी विशेष वस्तु को लेते हैं तो केवल अवस्था चक्र का समय है सभी वस्तुओं के लिए T समान है T उन सभी के लिए चक्र का समय है इसलिए यदि चक्र का समय T T वर्ष है तो हम जो उत्पादन करते हैं उसकी संख्या 1 से T इतनी बार है जिस वर्ष हम उत्पादन करते हैं इसलिए हमारे द्वारा उत्पादित समय की संख्या 1 के बराबर है टी द्वारा उत्पादन मात्रा कुल मांग है जो आपके द्वारा उत्पादित समय की संख्या से विभाजित है तो उत्पादन मात्रा Q D द्वारा T के बराबर होगी जो D T है इसलिए उत्पादन मात्रा Q D T सही के बराबर है इसलिए प्रत्येक आइटम के लिए इसलिए पहले आइटम के लिए अगर मुझे कुल लागत लगती है तो सेट लागत और इन्वेंट्री होल्डिंग लागत के बराबर है इसलिए सेट की गई लागत कई बार हम पैदा करते हैं जो कि 1 t है और हर बार जब हम उत्पादन करते हैं तो हम C naught की सेटअप लागत लगाते हैं तो किसी विशेष आइटम के लिए हमें j th आइटम के लिए T C 1 या T C j कहें तो हम जितनी बार उत्पादन करेंगे वह T द्वारा 1 होगा इसलिए C नॉट बाय T कुल सेटअप लागत है जो हमारे पास होगी अब यदि C naught सभी आइटमों के लिए समान है तो हम इसे C naught कहते हैं यदि j th आइटम में C naught j है तो यह j th आइटम C naught j 2 के लिए कुल सेटअप लागत है अब क्या इन्वेंट्री की लागत क्या है इन्वेंट्री होल्डिंग की लागत C c में औसत इन्वेंट्री है औसत इन्वेंट्री यहाँ से हम IM बाय 2 IM बाय 2 कुल इन्वेंट्री ऊंचाई में आधा आधार है इसलिए IM बाय 2 डिवाइडेड बाय T जो कि IM बाय 2 Cc तो यह IM j बाय 2 Cc ऑफ j लागत वहन है jth आइटम की हम यह भी जानते हैं कि इसमें से IM बराबर है P D टाइम्स t1 इस आइटम के लिए और यह बराबर है D t2 आइटम के लिए है तो यहाँ से हम यह भी जानते हैं कि IM बराबर है Q 1 D बाय P क्योंकि P माइनस D IM बराबर है P माइनस D t 1 है जो यहाँ D t 2 के बराबर है कि हम यहाँ है तो IM से और इसी तरह से हमारे पास है IM बराबर है जिस पर इन्वेंट्री बढ़ती है और Q बराबर है D T और T1 प्लस t 2 में है इसलिए इससे हम है

तो p P माइनस D t1 इसलिए Pt1 बराबर है D t1 t2 Q बराबर है Pt1 डिवाइडेड बाय 1जो हमें दे देगा IM 1 बराबर है Q 1 D इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण समीकरण है इसलिए यहाँ से हम जानते हैं कि यह C naught j बाय T IM बराबर Q 1 D बाय P इसलिए Qj 1 D j बाय P j Cc डिवाइडेड बाय 2 और हम यह भी जानते हैं कि Q DT के बराबर है इसलिए C naught j बाय T प्लस Q j है dj T 1 माइनस D j बाय P j C c डिवाइडेड बाय 2 यह इन सभी वस्तुओं के लिए आपका TC j है तो C naught j बाय T Cc j Dj 1 बाय 2 Pj Cc यही हमारे पास है अब हम T का पता लगाना चाहते हैं ताकि हम सभी वस्तुओं के लिए लागत की राशि को कम कर दें यह j th आइटम के लिए है इसलिए हम सभी वस्तुओं के लिए j को संक्षेप में कम से कम करना चाहते हैं C naught j द्वारा T plus D jt 1 माइनस D j द्वारा P j C c को 2 से विभाजित किया गया है इसलिए हम एक T खोजना चाहते हैं ताकि हम इसे कम कर दें वास्तव में हम देखते हैं कि हमने यहाँ जो लिखा है वह सामान्य रूप से D बाय C C naught है IM बाय 2 Cc है जो हमने यहां किया है सिवाय इसके कि हमने T के संदर्भ में लिखा है लेकिन T को एक और महत्वपूर्ण बात पर भी संतोष करना चाहिए इस चक्र में हमारे पास जो समय है वह इस बीच है प्रारंभ और यह शुरुआत होनी चाहिए सभी वस्तुओं के उत्पादन के समय और सभी वस्तुओं के बदलाव के समय का ध्यान रखना चाहिए तो चक्र को एक अतिरिक्त बाधा को संतुष्ट करना चाहिए कि यह सभी उत्पादन समय के साथ साथ सभी सेटअप समय का भी ध्यान रखने में सक्षम होना चाहिए तो स्थिति सिग्मा के अधीन है यदि K j j h आइटम के लिए सेटअप समय है तो ध्यान दें कि C naught j j th वस्तु के लिए सेटअप लागत है K j j th आइटम प्लस के लिए सेटअप समय है उन सभी के लिए उत्पादन समय क्या है उत्पादन समय उत्पादन की मात्रा Qj Qj j बराबर है P t1 t1 उत्पादन समय है तो P j t 1 इसलिए t 1 बराबर है Qj बाय P j द्वारा Q j इसलिए उत्पादन समय Q j बाय Pj है और Q j DT j है इसलिए यह D tj बाय Pj है कम या बराबर है Dj T बाय Pj कम या उसके बराबर T है तो यह ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यही बाधा है इस अड़चन में एकमात्र पकड़ यह है कि हमें इस अड़चन को फिर से लिखना होगा क्योंकि T शब्द यहाँ और साथ ही साथ साथ निश्चित रूप से हमारे पास ऐसी स्थिति है कि T 0 से अधिक या इसके बराबर है अब इस समस्या को आर्थिक लॉट शेड्यूलिंग कहा जाता है अगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि हम T के इष्टतम मूल्यों को प्राप्त करने के लिए इस समस्या को कैसे हल करते हैं